ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स Ⅰ भाग 1 सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से राजाराम लखराजु हूँ आज से हम मॉड्यूल नंबर 3 को व्याख्यान संख्या 21 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स के साथ कवर करेंगे पिछले दो वर्गों में हमने परिचय ज्यामितीय निर्माण और कोण को देखा था अब से मॉड्यूल 2 में ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन्स को देखा करेंगे जो मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4 के लिए है हमारी पाठ्यपुस्तक एनडी भट्ट और पांचाल और अन्य द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर ऑनलाइन प्रदान की गई उत्कृष्ट सामग्री के लिए प्रोफेसर अखिलेश कुमार मौर्य को हमारी ईमानदारी से धन्यवाद इसलिए अधिकांश स्लाइड्स जानकारी उनके कार्यों से प्रेरित है और उनकी अनुमति से ली गई है पहला सवाल हम पूछेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है एक ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन एक तकनीकी ड्राइंग है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यू को अलग अलग संदर्भ प्लेन पर अनुमानित किया जाता है जो संबंधित संदर्भ प्लेन को लंबवत देखते हैं तो यह विभिन्न व्यू को दिखाने की एक तकनीक है विभिन्न संदर्भ प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकते हैं जिसे हमने HP द्वारा दर्शाया गया था एक वर्टिकल प्लेन जिसे हम VP द्वारा निरूपित किया गया था और PP के साथ साइड या प्रोफाइल प्लेन इंजीनियरिंग संदर्भ के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन पक्ष या प्रोफ़ाइल प्लेन के रूप में विभिन्न संदर्भ प्लेन का पता लगाने के लिए ये मानक अभिसमय हैं एक ड्राइंग के विभिन्न दृश्य सामने का दृश्य हो सकता है जिसका अर्थ है हम इसे वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टॉप व्यूदिखाई देता है एक पक्ष दृश्य प्रोफ़ाइल प्लेन पर अनुमानित है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक आयताकार ब्लॉक है तो हमें अक्षर A साइड B और C कहते हैं यदि यह ब्लॉक है तो हम इसे प्रोजेक्ट करना चाहेंगे उदाहरण के लिए हम एक प्रकाश दीपक लेते हैं जो प्रकाश चमक रहा है तो यह प्लेन A यदि हम इसे शीट प्लेन पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो यह प्लेन एक वर्टिकल प्लेन है तो इसे हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उस वस्तु के पीछे कुछ भी नहीं देख सकते हैं हम ज्यादातर मामलों में साइड चीजें भी नहीं देख सकते हैं हम केवल टॉप व्यूचीजों की तरह कुछ भी नहीं देख सकते हैं हम जो देख सकते हैं वह A है हम देखने की स्थिति में होंगे केवल हम A को देखने की स्थिति में होंगे यदि हम उस वस्तु पर एक चमकदार रोशनी कर रहे हैं इस तरह की चीज को उस तल पर इस सतह का क्या प्रोजेक्शन्स कहा जाता है यहाँ प्लेन एक वर्टिकल प्लेन है और हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वह इसी दिशा में है इसी तरह एक ही वस्तु A B C के लिए अगर हम इसे ऊपर से देखने जा रहे हैं या एक चमकदार रोशनी ऊपर से आ रही है तो हम यह नहीं देख सकते हैं कि A क्या है इस समानांतर रूप से आयताकार चीज़ के लिए बी क्या है जब हम प्रोजेक्शन्स लगा रहे हैं कि हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या देख सकते हैं इस C को आयत की तरह मैप किया जाएगा तो यह बिंदु उस बिंदु के साथ मेल खाता है यह एक संयोग है कि यह एक वहाँ मेल खाता है और यह एक वहाँ मेल खाता है प्रकाश के कारण ये दो बिंदु हम वास्तव में दो बिंदुओं में नहीं देख सकते हैं लेकिन केवल एक बिंदु जैसा कि हम देखेंगे इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं ऊपर की तरफ से उस हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल तल पर हम देख रहे हैं तो टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्शन्स है इसी तरह साइड व्यू के लिए हम इसे प्रोफाइल प्लेन या साइड प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे उदाहरण के लिए इस दिशा की ओर से हम वस्तु को देखना चाहेंगे फिर हम C और A सतहों को नहीं देख सकते हैं जो हम देखेंगे वह इस पर दूसरे प्लेन का प्रोजेक्शन्स है जिसे हम प्रोफाइल प्लेन कहेंगे हम आयत B ब्लॉक की तरह कुछ देखेंगे इस तरह के प्रोजेक्शन्स को हम प्रोफाइल प्लेन पर अनुमानित साइड व्यू कहेंगे विभिन्न दृश्य एक साइड व्यू फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हैं विभिन्न प्लेन वे हैं जो हम एक प्रकाश को चमकाने जा रहे हैं ताकि हम वर्टिकल प्लेन पर इस तरह के सामने के दृश्यों का निर्माण करने जा रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू और इस तरफ के प्लेन या प्रोफ़ाइल प्लेन पर साइड व्यू अगर हम इस तरह के प्रोजेक्शन्स लगाते हैं तो हमें जो वस्तु मिलने वाली है उसकी पूरी जानकारी हम इन ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नोटेशन का पालन करते हैं जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ड्रॉइंग शीट पर पॉइंट लाइन्स होंगी तो किस दृश्य के आधार पर हम प्रतीकों पर ध्यान देंगे उदाहरण के लिए यदि हम आम तौर पर देख रहे हैं तो कोई भी टॉप व्यूहम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रक्षेपित करते हैं लाइनों बिंदुओं को A B C D और इतने पर या शायद 1 2 3 और इतने पर नोट किया जाता है यदि यह एक रेखा है तो हम इसे एक b रेखा से दर्शाते हैं शायद p q पंक्ति ये सभी लोअर केस अक्षर हैं किसी भी मामले में एक निचला मामला पत्र हम एक एकल दिखाएगा यदि यह दो अक्षरों से जुड़ने वाली रेखा है तो निचले मामले के अक्षरों में एक पंक्ति के रूप में अधूरा है यदि यह एक सामने का दृश्य है जिसे हम आमतौर पर वर्टिकल प्लेन पर प्रक्षेपित करते हैं तो हम डैश वही लोअर केस लेटर a लेकिन डैश या a प्रतीक का उपयोग करते हैं यदि यह एक लाइन A' B है तो हम इसे नोट करेंगे यदि कोई अक्षर B' या A' है तो यह दर्शाता है कि हम सामने के दृश्य पर हैं बिना हम उस टॉप व्यू पर हैं यदि यह एक साइड व्यू है तो हम इसे दो प्राइम्स नोटेशन द्वारा दर्शाते हैं वही निचला मामला पत्र लेकिन दो का संकेत है कि यह एक साइड व्यू है उदाहरण के लिए हम एक वस्तु पर व्यू करते हैं जिसे हम A शायद B C D दिखा रहे हैं यदि हम दिखा रहे हैं कि बिना किसी डैश के यह इंगित करता है कि यह एक टॉप व्यू है अगर हम B C D जैसी कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो यह उस दृश्य को दर्शाता है इसी तरह किसी भी पक्ष को देखने के लिए हम इसे डबल के रूप में दिखाएंगे अक्षरों के बजाय यदि हम इसी तरह की शैली की संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो हम अनुसरण करेंगे बाद की कक्षाओं में हम कभी कभी आगे और पीछे ऊपर और नीचे दो शब्दों का उपयोग करते हैं यह इंगित करता है कि यदि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन परिभाषाओं के लिए उन पर आते हैं तो लाइनों के नीचे कोई भी उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के संबंध में हम प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे के बारे में बात करेंगे तो उस नीचे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन उस वस्तु की संदर्भ स्थिति की स्थिति के बारे में बात करता है यदि सामने और पीछे की तरह कुछ है तो उस प्लेन के सामने एक वर्टिकल प्लेन है कि वह उद्देश्य कितना दूर तक मौजूद है प्लेन के पीछे वह उद्देश्य कितना दूर है यह मानक शब्द है जो हम उपयोग करते हैं यह इंगित करता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन के संबंध में हम उल्लेख कर रहे हैं किसी भी तस्वीर का वर्णन करने के लिए समग्र परिप्रेक्ष्य में हम प्रोजेक्शन्स का उपयोग करते हैं ये प्रोजेक्शन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक हमारे पैरेलल प्रोजेक्शन्स दूसरे कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन्स हैं कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन्स के मामले में वस्तुएं छोटी लग सकती हैं क्योंकि वे बड़े हो सकते हैं क्योंकि ये बिंदु एक प्लेन में परिवर्तित होने जा रहे हैं उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक आयत है यदि हम विभिन्न प्रकार के प्लेन को परिवर्तित करते हुए देख रहे हैं तो इन सभी कोनों को एक बिंदु पर परिवर्तित किया जाएगा यदि ऐसा है तो यदि हम किसी भी प्लेन को बना रहे हैं तो वस्तु बहुत छोटी वस्तु को देख सकती है स्केलिंग या यह बहुत बड़ी वस्तु दिख सकती है अन्य प्रकार के प्रोजेक्शन्स को पैरेलल प्रोजेक्शन्स कहा जाता है उस में यह ऑब्जेक्ट आकार शायद ही कभी बदलता है परिप्रेक्ष्य ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया ड्राइंग में कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन्स हम बाद की कक्षाओं में इसके बारे में अधिक जानेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन्स के लिए जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग कोर्स के लिए काफी सामान्य हैं और मशीन डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम दो तरह के प्रोजेक्शन्स मौजूद हैं एक है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन दूसरा है ओब्लिक प्रोजेक्शन इन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन्स को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है मुख्यतः बहु दृश्य प्रोजेक्शन्स अन्य एक एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स हैं बहु दृश्य प्रोजेक्शन्स में हमारे पास ये सामने का दृश्य टॉप व्यूऔर प्रोफ़ाइल दृश्य या शायद पक्ष दृश्य हैं यह एक संपूर्ण वस्तु है जिस पर दो अलग अलग प्लेन को उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा जैसे सामने का दृश्य टॉप व्यूऔर साइड व्यू जैसे कि हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन्स के साथ जाएंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स और तिरछे प्रोजेक्शन्स में पूरी वस्तु दिखाई जाएगी लेकिन एक चित्रमय ड्राइंग के रूप में तो ऑब्जेक्ट थोड़ा तिरछा हो सकता है और हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है मल्टी व्यू ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास अलग अलग व्यू हैं जैसे कि सामने ऊपर तरफ शायद पीछे से और कई दृश्य उपलब्ध हैं तो इस ऑर्थोगोनल विशेष रूप से मल्टी व्यू अनुमानों के लिए पूरी वस्तु दिखाई देगी हमारे पूरे पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से इस बहु दृश्य चित्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कौन सा प्रोजेक्शन्स चित्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अच्छा है आइए हम इन आरेखणों के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखें विशेष रूप से प्रोजेक्शन्स को उदाहरण के लिए यहां एक बहु दृश्य प्रोजेक्शन्स एक चित्रात्मक ड्राइंग और एक परिप्रेक्ष्य ड्राइंग की तुलना की जाती है मल्टी व्यू ड्राइंग में हम इसे विभिन्न प्लेन जैसे वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन या प्रोफ़ाइल प्लेन पर पेश करके अलग अलग व्यू रखते हैं चित्रात्मक ड्राइंग के मामले में यह एक दृश्य में एक वस्तु के 3 पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए सभी 3 पक्ष पहले वाले की तरह दूसरे वाले तीसरे वाले 3 अलग अलग चीजों में विभाजित किए बिना हम इसे एक तस्वीर पर दिखाते हैं उदाहरण के लिए हम इस पर भी एक नज़र डालते हैं सभी 3 दृश्य उपलब्ध हैं लेकिन जब हम इसे शीट पर खींच रहे हैं तो यह थोड़ा तिरछा हो सकता है वस्तु उस ऊपरी सतह पर आयताकार हो सकती है लेकिन जब हम इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज की तरह लग सकता है इस सचित्र चित्रण से स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातें सामने आती हैं यदि यह आइसोमेट्रिक ड्राइंग है तो यह एक प्रकार का सचित्र ड्राइंग भी है लेकिन 3 लाइनों पर आधारित है जिसे हम आइसोमेट्रिक एक्सेस कहते हैं इसे अलग अलग एक्सेस पर दिखाने के बजाय हम कुछ आइसोमेट्रिक एक्सेस को ठीक करते हैं जिसमें एक वर्टिकल लाइन होती है शायद यह वर्टिकल लाइन होती है और इसके दोनों ओर 30 डिग्री स्क्वायर के साथ दो अन्य होते हैं इसलिए अगर हम इसे देखने जा रहे हैं तो यह उस तरफ की 30 डिग्री जैसी वर्टिकल रेखा है और उस तरफ भी 30 डिग्री का एक प्रकार का प्रतिनिधित्व हम देखेंगे इस तरह की चीजें अगर हम इसका निर्माण कर सकते हैं तो इस तरह के चित्र को आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहा जाता है इस वर्टिकल और दो अन्य का इंटरसेक्शन ब्लॉक के निचले कोने में होगा जिसे हम देखेंगे इन सचित्र आकृतियों के बारे में विशेष रूप से सममितीय आकृतियों के बारे में हम ऑर्थोग्राफ़िक अनुमानों में सीखेंगे एक मल्टी व्यू ड्रॉइंग जिसमें अलग अलग दृश्य होते हैं यह ऑब्जेक्ट को पूर्ण विवरणों की सटीक उपस्थिति देता है हम किसी भी जानकारी को खोने नहीं जा रहे हैं हम इसे देखते हुए किसी भी तरह का हनन नहीं करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए आपके सामने का मॉनीटर यदि हम उस प्लेन को सामान्य देख रहे हैं तो यह आयत की तरह लग सकता है लेकिन अगर हम बग़ल में देख रहे हैं तो यह प्रोजेक्शन की तरह लग सकता है शायद एक समांतर चतुर्भुज की तरह लग सकता है इसलिए एक प्रक्षेपण दृश्य बहु दृश्य होने से हम सीधे यह दर्शा सकते हैं कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है ऊँचाई क्या है और इस तरह की चीजें बिना किसी व्यावसायिक मुद्दों को बनाए तो यह सटीक रूप से संपूर्ण वस्तु विवरण और आकार और आकार देता है सचित्र आरेखण के मामले में यह हमें प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जेक्ट विज़ुअलाइज़ेशन देता है हालांकि आयाम अन्य चीजों को थोड़ा कम से कम 2D शीट पर तिरछा करते हैं यह सीधे हमें उस वस्तु का एक दृश्य देता है परिप्रेक्ष्य ड्राइंग के मामले में ऑब्जेक्ट को अधिक पसंद किया जाता है यह वैसा ही दिखता है जैसे हमारी आंखें देखती हैं यदि हम एक ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ी झुकी हुई है कि यह हमारी आँखों पर कैसे व्यू करता है तो इसी तरह का प्रतिनिधित्व हम परिप्रेक्ष्य ड्राइंग के साथ करते हैं मल्टी व्यू ड्रॉइंग के निर्माण के लिए एक मामूली कौशल सेट की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है ऑब्जेक्ट को विज़ुअलाइज़ करने के लिए प्रशिक्षण उस शीट पर दृश्य को मामूली जलसेक की आवश्यकता होती है चित्रात्मक ड्राइंग के मामले में मुख्य आपत्ति आकृति और कोण विरूपण होता है तो फायदे को हरे रंग के डॉट्स में दिखाया गया है नुकसान या समस्याओं को लाल रंग के डॉट्स में दिखाया गया है इसलिए मल्टी व्यू ड्रॉइंग को हमेशा उस वस्तु के बारे में थोड़ा सा समावेश करने की आवश्यकता होती है जो हम देख रहे हैं शीट पर अलग अलग व्यू में इसका प्रतिनिधित्व कैसे करें सचित्र आरेखण के मामले में यदि हम एक इच्छुक दिशा की ओर देख रहे हैं तो यह एक दीर्घवृत्त जैसा दिखाई दे सकता है उदाहरण के लिए यहां हम उस तरह के अण्डाकार विषय को देख रहे हैं यहाँ एक वृत्त एक दीर्घवृत्त जैसा दिखता है इसी तरह एक आयत एक समांतर चतुर्भुज जैसा दिखता है समकोण यह एक समकोण है यह कोण पूरी तरह से कोणों की तरह दिखता है इस तरह की समस्याएं चित्रात्मक ड्राइंग में आती हैं यदि हम परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं तो ड्राइंग शीट पर इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है आकार और आकार की विकृतियाँ होती हैं उदाहरण के लिए यदि हम साइकिल की सवारी कर रहे हैं या कार चला रहे हैं तो सड़क को एक छोर से दूसरे छोर तक समानांतर रेखा माना जाता है ये कभी खत्म न होने वाली रेखाएँ होती हैं जो कम से कम उस सड़क की कम अवधि के लिए जानी चाहिए थीं लेकिन जब आप कोई चित्र ले रहे होते हैं या शायद इस परिप्रेक्ष्य को देख रहे होते हैं तो ये दो रेखाएँ ऐसी दिखती हैं जैसे वे प्रतिच्छेद करने जा रही हों तो चौड़ाई में एक विकृति शुरू की जाएगी इसलिए एक ड्राइंग शीट पर जब हम इन सड़क और अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वे अभिसरण करने जा रहे हैं तो इस तरह की समस्याएं इस परिप्रेक्ष्य ड्राइंग के लिए मौजूद हैं अलग अलग व्यू पर किसी वस्तु के संदर्भ में विभिन्न प्लेन ने विवरण के तहत आकार आकार के संदर्भ में उस वस्तु के बारे में सब कुछ परिभाषित किया है मुख्य रूप से दो प्लेन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इन प्लेन को एक वर्टिकल प्लेन कहा जाता है उस आधार पर वर्टिकल दूसरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है दिशाओं के आधार पर यदि यह एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है अगर यह वाई अक्ष वर्टिकल प्लेन पर है तो हम परिभाषित करेंगे दूसरा प्लेन प्रोफाइल प्लेन है वो प्रोफाइल प्लेन इस तरफ भी हो सकता है या शायद उस तरफ भी ये अतिरिक्त विवरण हैं प्रमुख प्लेन या मुख्य प्लेन जो हम जिक्र कर रहे हैं वे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन हैं साइड प्लेन हमेशा प्रोफाइल प्लेन होते हैं अन्य प्लेन को सहायक प्लेन कहा जाता है ये सहायक प्लेन सहायक वर्टिकल प्लेन सहायक झुकाव वाले प्लेन और प्रोफ़ाइल प्लेन हो सकते हैं उदाहरण के लिए आइए हम इन सहायक प्लेन को देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन वर्टिकल एक और हॉरिजॉन्टल एक हमेशा तय होता है अब हम वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इच्छुक किसी अन्य प्लेन को लेना चाहेंगे हमें इस तरह के प्लेन को इस तरह से चुनना है जिसे मैजेंटा रंग में दिखाया गया है यह सहायक प्लेन भी वर्टिकल दिशा में उस हॉरिजॉन्टल आधार से लंबवत है लेकिन यह एक निश्चित कोण पर एक निश्चित कोण से एक झुका हुआ प्लेन है यदि हम अधिक विवरण देख रहे हैं तो यह सहायक वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है उदाहरण के लिए आइए हम अपनी ड्राइंग शीट को देखें अगर मैं इस आरेखण शीट आरेखण शीट पर किसी भी वस्तु का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो यह वह है जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं और यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक और शीट ले लीजिए यह उस और उस शीट को लंबवत बनाता है जिसे हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं तो यह एक वर्टिकल प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन यह है यदि हम किसी अन्य प्लेन का निर्माण करना चाहते हैं उदाहरण के लिए आइए हम ज्यामिति बॉक्स को उठाते हैं वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री है हम वर्टिकल प्लेन के साथ झुकाव वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए सामान्य रूप से एक और प्लेन का निर्माण कर सकते हैं इस तरह के प्लेन को सहायक प्लेन कहा जाता है तो हम अपनी प्रस्तुति पर वापस जाते हैं इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के संबंध में कोण के साथ एक और सहायक प्लेन का निर्माण किया जा सकता है यह वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन स्थिर रहता है एक और प्लेन जो हम लेने जा रहे हैं और नाम है एक सहायक इच्छुक प्लेन सहायक वर्टिकल प्लेन भी झुका हुआ है लेकिन वर्टिकल चीज के लिए इच्छुक है हम जो उपयोग करते हैं वह इसकी सहायक वर्टिकल प्लेन है क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री है अन्य प्लेन सहायक इच्छुक प्लेन है तो इस वर्टिकल शब्द से बचा जाता है क्योंकि यह अब वर्टिकल नहीं है यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के संबंध में कोण बनाता है और हॉरिजॉन्टल रेखा के संबंध में झुकाव रखता है तो हम एक सहायक इच्छुक प्लेन के रूप में कहते हैं दूसरे को एक प्रोफ़ाइल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन कहा जाता है एक और प्लेन लें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और सामान्य वर्टिकल प्लेन दोनों के लिए सामान्य है तो अगर हम इस कोण को माप रहे हैं तो यह 90 डिग्री है और यह कोण भी 90 डिग्री है तो इस तरह के प्लेन को प्रोफाइल प्लेन कहा जाता है यदि यह प्रोफ़ाइल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक कोण बीटा बनाता है तो हमने एक सहायक इच्छुक प्लेन कहा यदि यह प्रोफाइल प्लेन एक कोण थीटा के साथ वर्टिकल प्लेन की दिशा में झुका हुआ है तो हम उस एक को सहायक वर्टिकल प्लेन कहते हैं ये प्लेन के विशेष मामले हैं तो इस लाइन से हम मुख्य रूप से उधार दे सकते हैं प्लेन को दो प्रमुख प्लेन सहायक प्लेन में विभाजित किया गया है प्रधान प्लेन को हमेशा वर्टिकल प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह तय किया जाना चाहिए सहायक प्लेन बिंदु आपको वस्तु के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए है जटिल विवरण यह कैसे पक्ष की तरह दिखता है शायद अगर एक पतला आकार और अन्य चीजें हैं तो यह कहना कि सहायक इच्छुक प्लेन या सहायक वर्टिकल प्लेन पर हमें अधिक देता है उस वस्तु का विवरण हम इस तरह के सहायक प्लेन का निर्माण कैसे करते हैं ऐसा करने के लिए हम उपलब्ध विचारों को देखते हैं वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर हम ले रहे हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल चीज़ पर एक समानांतर प्लेन को नीचे की दिशा में 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं आइए हम इस पर विचार करें कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है शायद यहां कोई वस्तु हो सकती है प्रक्षेपण जो हम इसे उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले जा रहे हैं उसे लें फिर इस पूरे प्लेन को 90 डिग्री तक घुमाएं फिर हमें एक प्रकार का दृश्य मिलेगा जिसे हम टॉप व्यू कहते हैं वर्टिकल प्रक्षेपण हमेशा उस वर्टिकल प्लेन पर होता है तो यही वह है जो हम सामने देखने जा रहे हैं यह हम उस दृश्य पर टॉप व्यू के रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं प्रोफाइल प्लेन पर कुछ इसे प्रोजेक्शन उठाओ उस प्रोफाइल प्लेन को 90 डिग्री तक घुमाओ इसलिए जो भी प्लेन हमें मिलने वाला है वह एक साइड व्यू है आइए हम वहां अधिक विवरण देखें उदाहरण के लिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रक्षेपण के लिए यदि हम इसे 90 डिग्री से नीचे की ओर घुमा रहे हैं तो हमें यह हॉरिजॉन्टल तल ड्राइंग शीट पर मिलता है क्योंकि ड्राइंग शीट पर 3 आयामी उद्देश्य का निर्माण करना हमेशा कठिन होता है और यह हमें पूरी जानकारी नहीं दे सकता है इसके बजाय हम इस संपूर्ण ऑब्जेक्ट जानकारी को वर्टिकल प्लेन पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोफ़ाइल प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं फिर यह हॉरिजॉन्टल प्लेन सूचना हम इसे 90 डिग्री घुमाते हैं ताकि उस नीचे की दिशा में एक वर्टिकल प्लेन का प्रक्षेपण हो जो हमें यह हॉरिजॉन्टल प्लेन वस्तु प्रदान करता है जो हमें मिलेगा इसी तरह प्रोफाइल प्लेन प्रोजेक्शन अगर हम आह को 90 डिग्री तक घुमाएंगे तो हमें साइड व्यू मिलेगा और यह साइड व्यू क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बाईं ओर से देख रहे हैं यदि वस्तु यह है तो हमारे हाथों के संबंध में जैसे कि दाएं हाथ बाएं हाथ से बाईं ओर की दिशा हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए उस प्लेन पर जो प्रक्षेपण हम प्राप्त करने जा रहे हैं वह बाईं ओर का प्रक्षेपण है इसे ही हम लेफ्ट साइड व्यू कहते हैं उस दिशा की ओर स्वाभाविक रूप से सामने का दृश्य हम देखने जा रहे हैं ऊपर से हम जो कुछ भी देखने जा रहे हैं वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू पर अनुमानित किया जाएगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 2 D शीट की हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं दिखा सकते हैं इसलिए हम इसे उस वर्टिकल प्लेन के नीचे बनाते हैं अगर हम इन सभी प्लेन सूचनाओं को दिखा सकते हैं तो एक दूसरे से नीचे की तरफ एक दूसरे को दिखाते हुए अनुमानित विचार पहले कोण प्रक्षेपण कहलाते हैं तो वहाँ हम शीर्ष पर एक सामने का दृश्य तल पर एक टॉप व्यू और दाईं ओर बाईं ओर एक दृश्य होगा शीर्ष पर एक वर्टिकल प्लेन तल पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एक प्रोफ़ाइल प्लेन जानकारी वह पक्ष जिसे हम पहले कोण प्रक्षेपण कहते हैं अगली कक्षा में हम जानकारी को समझने के लिए प्लेन पर विभिन्न वस्तुओं के इन अनुमानों के बारे में अधिक जानेंगे